अभिवादन और TALG के मॉड्यूल 1 की इकाई 8 में आपका स्वागत है इससे पहले की इकाई U 7 में हमने PO4 से PO7 तक के प्रोग्राम आउटकम से संबंधित गतिविधियों की प्रकृति को देखा और यह भी समझा कि प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स कैसे लिखें हमने अब पता लगाया है कि आउटकम्स दो स्तरों पर हैं एक प्रोग्राम स्तर है दूसरा स्पेसिफिक प्रोग्राम स्तर पर है अब हमें पाठ्यक्रम स्तर पर देखने की जरूरत है कि अब थोड़ा और विस्तार की आवश्यकता है हमें एक तरह की रूपरेखा या शब्दावली का उपयोग करने की आवश्यकता है जिसके उपयोग से हमें ऐसे आउटकम्स लिखने में सक्षम होना चाहिए जो पाठ्यक्रम स्तर पर हों और उनकी हद तक इस इकाई का उद्देश्य यह समझना है कि लर्निंग के मुख्य रूप से तीन डोमेन हैं और हमारे सभी अनुभवों में सभी डोमेन से तत्व हैं फिर हम ब्लूम के वर्गीकरण की संरचना का वर्णन करते हैं यह लर्निंग आउटकम्स की एक विशेष वर्गीकरण है और कॉग्निटिव लेवल को विशेष रूप से समझे एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के रिमेंबर ' और 'अंडरस्टैंड ' को समझना ये इस इकाई के अपेक्षित आउटकम्स हैं लर्निंग आउटकम्स कृपया याद रखें कि यह एक अधिक सामान्य शब्द है यह सभी स्तरों पर लागू हो सकता है लर्निंग आउटकम्स हैं जो शिक्षार्थियों को एक कार्यक्रम या एक कोर्स या एक निर्देशात्मक इकाई के अंत में करने की उम्मीद है तीनों के लिए कुछ संस्थानों में लोग समान लर्निंग आउटकम्स उपयोग करते जबकि हम अब कार्यक्रम के स्तर पर प्रोग्राम आउटकम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स और पाठ्यक्रम के स्तर पर उन्हें कोर्स आउटकम्स के रूप में कहते हैं और एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट के स्तर पर हम कंप्टएनसी शब्द का उपयोग करते हैं इसलिए छात्र विभिन्न स्तरों पर क्या करने में सक्षम होना चाहिए इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए पाठ्यक्रम और इंस्ट्रक्शनल यूनिट के आउटकम को अधिक आसानी से लिखा जा सकता है यदि सहज ज्ञान युक्त लेखन के बजाय लर्निंग की एक अच्छी तरह से स्वीकार की गई वर्गीकरण है जब आप अलग अलग हितधारक करते हैं इसका मतलब है विभिन्न छात्रों या अलग अलग हितधारकों की अलग अलग समझ हो सकती है कि कथन क्या है यदि आप एक अच्छी तरह से स्वीकार किए गए वर्गीकरण का पालन करते हैं तो सभी छात्रों के लिए इसे स्पष्ट रूप से समझना आसान होगा अन्य बात यह है कि आप न केवल आउटकम लिखते हैं आप आउटकम की पहचान करते हैं इसका मतलब है कि छात्र को क्या करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन आपको मापने की भी आवश्यकता है क्या छात्र ने मूल्यांकन के माध्यम से उन आउटकम को प्राप्त किया है और फिर शिक्षक को इन आउटकम को प्राप्त करने के लिए छात्रों को सुविधा प्रदान करनी होगी तो सभी 3 आयाम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं आउटकम एसेसमेंट और टीचिंग है तो एक वर्गीकरण जो सभी स्तरों पर लागू होता है वह है लर्निंग आउटकम को लिखना एसेसमेंट और टीचिंग बहुत ही वांछनीय होगा और अगर उनके पास अच्छी तरह से परिभाषित संरचना है तो यह टीचिंग और लर्निंग से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए सुविधाजनक है आमतौर पर बयानों की स्वीकृत संरचना से बहुत मदद मिलेगी अब यह वह जगह है जहाँ हम टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग के लिए आते हैं किसी भी कोर्स में फिर से हम इसे दोहराते हैं तीन चिंताएं हैं एक कोर्स आउटकम है दूसरा इंस्ट्रक्शन है और तीसरा एसेसमेंट है इसलिए सभी स्तरों पर इन तीन चिंताओं के बीच एक संरेखण होना चाहिए और यही एक कारण है कि हमें टेक्सोनोमी की आवश्यकता है अब लर्निंग एसेसमेंट और टीचिंग कुछ ऐसा है जो लोग हैं पिछले 60 70 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं इसलिए उनकी सीमा तक अच्छी तरह से शोध किया गया है और फिर भी हम अंतिम निष्कर्ष के पास कहीं भी नहीं हैं और क्योंकि कई लोगों ने प्रयास किया है साहित्य में करघों का एक पूरा समूह है यहां ब्लूम टैक्सोनॉमी Bloom'staxonomy सोलो टैक्सोनॉमी फिंक टैक्सोनॉमी Fink's taxonomy गगन टैक्सोनॉमी मारज़ानो और केंडल ये कुछ ऐसी टैक्सोनॉमी हैं जो मौजूद हैं किताबें लिखी गई हैं लोगों ने उनका अभ्यास किया है तो उनकी हद तक वे सभी उपयोगी हैं एक निश्चित स्तर तक स्वीकार्य हैं और आप के लिए उनमें से कुछ प्राथमिकताएं हो सकते हैं और इन सबके बीच ब्लूम टैक्सोनॉमी Bloom's taxonomy भारत सहित कई देशों में अधिक लोकप्रिय है आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी टैक्सोनॉमी सीखने में शामिल प्रक्रियाओं को एक संरचना देने का प्रयास कर रहे हैं सीखने के व्यवहार और सीमित समझ के अवलोकन के आधार पर मस्तिष्क कैसे कार्य करता है आखिरकार सीखने का कार्य मस्तिष्क में होता है और हम सीमित समझ रखते हैं कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है तो हम किसी भी तरह से मस्तिष्क के कामकाज को एक अर्थ में वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं अब तक दी गई किसी भी तरह की टैक्सोनॉमी के कुछ सीमाएं होंगी हम उन सीमाओं के बारे में बात करेंगे इसलिए उस सीमा तक और कोई भी टैक्सोनॉमी अस्पष्टता से मुक्त नहीं है लेकिन इसकी वजह से किसी भी टैक्सोनॉमी को अस्वीकार करने का कारण नहीं होना चाहिए कुछ शिक्षक अच्छे शिक्षक भी होते हैं वे किसी भी तरह के टैक्सोनॉमी को स्वीकार करने से इंकार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक बार की तरह है जब आपके पास एक वर्गीकरण है जिसे आप किसी भी तरह से पूरे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं वैसे भी किसी भी वर्गीकरण का उपयोग करने के खिलाफ इस तरह की मजबूत भावना होना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे यहाँ ध्यान केंद्रित ब्लूम टैक्सोनॉमी Bloom's taxonomy को संशोधित किया गया है हमेशा ऐसे मुद्दे होते हैं जहां गतिविधि की प्रकृति के कारण शामिल होते हैं अस्पष्टता रहेगी इसलिए आपको अस्पष्टता के साथ जीना पड़ता है जब आप व्यवहार कर रहे होते हैं जहां आप का कामकाज मस्तिष्क के कामकाज को समझने पर निर्भर करता है बेशक ब्लूम से पहले भी टैक्सोनोमी थी जहां तक ब्लूम टैक्सोनोमी Bloom's taxonomy का संबंध है बेंजामिन ब्लूम विशिष्टताओं के विकास पर शिकागो विश्वविद्यालय में 1950 के दशक की शुरुआत में काम कर रहे थे जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों को उनके कॉग्निटिव जटिलता के अनुसार आयोजित किया जा सकता था ध्यान दें कि हम शैक्षिक उद्देश्यों की बात कर रहे हैं और लर्निंग आउटकम की नहीं वास्तव में दोनों समान हैं लेकिन उस समय प्रयुक्त शब्द शैक्षिक उद्देश्य है उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कोई भी दिया गया कार्य तीन मनोवैज्ञानिक डोमेन में से एक कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर का पक्षधर है बस ध्यान दें कि कोई भी कार्य तीनों में से एक का पक्ष लेता है इसका मतलब है आप यह नहीं कहते हैं कि यह विशेष रूप से तीन में से एक पर केंद्रित है आम तौर पर हमारे सभी अनुभव सभी कार्य जो हम करते हैं सभी तीन मनोवैज्ञानिक डोमेन के तत्व मौजूद हैं कॉग्निटिव डोमेन यहां हम तीन डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन एक सार्थक तरीके से जानकारी को संसाधित करने और उपयोग करने की व्यक्ति की क्षमता से संबंधित है ऐसा लगता है कि लोग अब अधिक समझ रहे हैं पहले प्रयुक्त शब्द बुद्धि था वर्गीकृत बुद्धि का मतलब है कि हम कॉग्निटिव डोमेन देख रहे हैं और अफेक्टिव डोमेन उन व्यवहारों और भावनाओं से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और साइकोमोटर डोमेन में हेरफेर या शारीरिक कौशल शामिल है ये तीन डोमेन हैं जो किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं जो हम करते हैं इसलिए अब यह संक्षेप करते हुए कि सीखने के डोमेन आपके पास कॉग्निटिव डोमेन है लेकिन यह जल्दी से एहसास हो जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन के दो आयाम हैं एक को कॉग्निटिव प्रक्रिया कहा जाता है और दूसरे को ज्ञान श्रेणी कहा जाता है आप एक कॉग्निटिव गतिविधि करते हैं जो कॉग्निटिव प्रक्रिया है एक सरल कॉग्निटिव गतिविधि याद है फिर आप क्या याद करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ज्ञान और यही कारण है कि जब आप कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करते हैं तो आपके पास दो आयाम होते हैं फिर आपके पास अफेक्टिव डोमेन है जो भावना से जुड़ा हुआ है और फिर साइकोमोटर डोमेन और सभी तीन डोमेन सीखने के सभी अनुभवों और गतिविधियों में अलग अलग डिग्री शामिल हैं अगर आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअल डोमेन को भी इसमें जोड़ सकते हैं इसलिए यदि कोई आपको विस्तारित करना चाहता है तो आप स्पिरिचुअल डोमेन जोड़ सकते हैं लेकिन हम उस डोमेन को संबोधित नहीं करेंगे हम इन तीन डोमेन को अलग अलग डिग्री पर देखेंगे क्योंकि हम ज्यादातर कॉग्निटिव डोमेन पर और कुछ हद तक अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पर ध्यान केंद्रित करेंगे अब मूल ब्लूम टेक्सोनोमी Bloom's taxonomy प्रस्तावित किया गया था इसे हैंड बुक कहा जाता है जो 1956 में सामने आई थी और इसे अब भी हैंडबुक के नाम से जाना जाता है और संयोग से यह हैंडबुक आज कम से कम इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है इसलिए कोई भी डाउनलोड कर सकता है और जो मूल रूप से कहा गया था उस पर एक नज़र डाल सकता है और यह 1956 में था 2000 के आसपास क्योंकि लोग लगभग 40 वर्षों से यह कहते हुए आलोचना कर रहे हैं कि यह विशेष आवश्यकता को पूरा नहीं करता है ये वहाँ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ब्लूम टेक्सोनोमी Bloom's taxonomy का एक प्रमुख संशोधन वर्ष 2001 में टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट लेखकों एंडरसन क्रैथहॉल के सेट के रूप में प्रकट हुआ और इसे एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है और संयोग से यह पुस्तक स्वतंत्र रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध है हमारा सुझाव है कि सभी शिक्षक समय की एक महत्वपूर्ण राशि खर्च करें टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट कि इस विशेष पुस्तक को पढ़ने के लिए और इस संशोधित टैक्सोनॉमी को अब एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है अब सभी अनुभव एकीकृत हैं यहां दो उदाहरण दिए गए हैं जहां सभी तीन डोमेन महत्वपूर्ण रूप से मौजूद हैं यदि आप इसे देखते हैं तो क्या साइकोमोटर डोमेन प्रमुख है हांI क्या कॉग्निटिव डोमेन प्रमुख है निश्चित रूप से हां क्या अफेक्टिव डोमेन क्या यह प्रमुख रूप से मौजूद है हाँ तो ये उदाहरण सभी तीन डोमेन के एकीकरण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं कभी कभी आपके पास एक कॉग्निटिव अनुभव होता है ये प्रतिनिधि उदाहरण हैं जिनकी मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है या आप प्रमुखता से अफेक्टिव अनुभव कर सकते हैं और आपके पास प्रमुख रूप से साइकोमोटर अनुभव भी हो सकते हैं इसका मतलब है यदि आप देखते हैं कि शामिल साइकोमोटर कौशल में शामिल कौशल चरम संस्करण हैं और आपके पास एक विशेष अनुभव हो सकता है समय के विभिन्न बिंदुओं पर आपके पास अलग अलग डोमेन हावी हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक परीक्षा को देख रहे हैं कि छात्र कैसे समय बिताते हैं तो पहले वाला प्रमुख रूप से कॉग्निटिव है और जैसा कि आप परीक्षा के अंत तक पहुंचते हैं यह बहुत ही साइकोमोटर रूप में भी हो सकता है अब कॉग्निटिव प्रक्रियाओं पर आते हैं छह कॉग्निटिव प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पहचाना जाता है एंडरसन ब्लूम टेक्सोनोमी Anderson Bloom's taxonomy में कहा गया है कि आपके पास छह कॉग्निटिव प्रक्रियाएं हैं जो मौजूद हैं रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज ईवैल्युएट और क्रिएट और इसकी मूल विशेषता यह है कि कॉग्निटिव स्तर पदानुक्रमित फैशन में आयोजित किए जाते हैं इसका मतलब है अंडरस्टैंड गतिविधि में रिमेंबर गतिविधि भी शामिल होगी उदाहरण के लिए अप्लाई गतिविधि मैं रिमेंबर और अंडरस्टैंड गतिविधियां शामिल होंगी तो जैसे कि क्रिएट गतिविधियाँ हैं और इसमें सभी पाँच कॉग्निटिव प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं अब हम रिमेंबर और अंडरस्टैंड की गतिविधियों को देखने के लिए कुछ समय बिताते हैं अब एक और बात जो मुझे बतानी चाहिए कि जब हम इस एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी Anderson Bloom's taxonomy के बारे में बात कर रहे हैं तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वे इस समूह द्वारा दिए गए बहुत विशिष्ट अर्थ हैं ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने इस टैक्सोनॉमी को प्रदान किया है हो सकता है कि हम इन शब्दों में से कुछ का उपयोग दिन प्रतिदिन एक ऐसे तरीके से कर रहे हों जिसका हम उपयोग कर रहे हों लेकिन जब इस वर्गीकरण का उपयोग करने की बात आती है तो आपको इन शब्दों को उन तरीकों से समझना होगा जिन्हें उन्होंने परिभाषित किया है तो यह वह अनुशासन है जो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी Bloom's taxonomy के बारे में बताते समय पालन करने की आवश्यकता है अब रिमेंबर कि अर्थ को स्वीकार करना काफी आसान होना चाहिए क्योंकि यह भी हम उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं रिमेंबरिंग दीर्घकालिक ज्ञान से प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करना है अब यह ज्ञात है कि मस्तिष्क में अस्थायी स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति कहा जाता है और यह जानकारी जिसे मस्तिष्क के दीर्घकालिक स्मृति भाग में स्थानांतरित किया जा रहा है को पुनर्प्राप्त किया जाता है पुनः प्राप्त जिसे हम रिमेंबरिंग कहते हैं अब प्रासंगिक ज्ञान सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी हो सकता है या यह वैचारिक जानकारी या प्रक्रियात्मक जानकारी या इनमें से कुछ संयोजन हो सकता है तो यह इन चीजों में से कोई भी हो सकता है उदाहरण के लिए यह वैचारिक कह सकता है कि इस तरह के एक प्रमेय का वर्णन करें या एक प्रमेय का प्रमाण दें जो वैचारिक है या हमें यह कहने दें कि आप किसी दिए गए बीजीय समीकरण को कैसे हल करते हैं आप चाहते हैं कि प्रक्रिया आपको दी जाए यह आपकी दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहीत है और आपको उस विशेष जानकारी को पुनः प्राप्त करना होगा और प्रस्तुत करना होगा इसलिए रिमेंबरिंग नॉलेज आवश्यक है जाहिर है जब तक कि आप बहुत सारी चीजों को याद नहीं करते हैं जो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं गूगल से हर कदम पर परामर्श नहीं किया जा सकता है आपके पास कुछ मात्रा में ज्ञान होना चाहिए जिसे आप कभी भी याद कर सकते हैं इसलिए सार्थक शिक्षण और समस्या को हल करने के लिए रिमेंबरिंग नॉलेज बहुत आवश्यक है अब आप इसे कैसे चित्रित करते हैं कृपया ध्यान दें कि रिमेंबर एक गतिविधि है उस गतिविधि को कई कार्रवाई क्रियाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है जो प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे ये कार्रवाई क्रिया पहचानते हैं याद करते हैं सूची देते हैं बताते हैं पता करते हैं लिखते हैं पाते हैं उल्लेख करते हैं आकर्षित लेबल परिभाषित करते हैं नाम वर्णन करते हैं यहां तक कि एक प्रमेय भी साबित करते हैं ये केवल उसी के उदाहरण हैं उदाहरण के लिए आपको इनमें से कुछ कार्रवाई क्रियाएं मिल सकती हैं जो अन्य कॉग्निटिव प्रक्रियाओं के संबंध में भी दिखाई दे सकती हैं और आपको हमारी सीमित शब्दावली के कारण स्वीकार करना होगा कि आपको किसके साथ काम करना है आइए हम कुछ नमूना गतिविधियों को देखें यदि आप पूछें कि चिपचिपापन के लिए SI इकाई क्या है वर्णन करे मैक्सवेल Maxwell's के क्षेत्र समीकरण मानव रक्त के घटक क्या हैं आमतौर पर जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे माना जाता है ये रिमेंबर गतिविधि के कुछ नमूने हैं अब हमारे पास कुछ नमूना प्रश्न भी हो सकते हैं जो आप एक सामान्य स्टेम देते हैं और फिर अपने विशेष पाठ्यक्रम के संबंध में बिंदुओं को भरते हैं आखिर क्या हुआ कौन था वो क्या आप नाम बता सकते हैं वर्णन करें कि क्या हुआ किससे बात की का अर्थ क्या है तो ये ऐसे नमूने हैं जो आप उन सवालों के बारे में कह सकते हैं जो आप पूछ सकते हैं कि छात्र ने याद किया है या नहीं अब एक और कठिन शब्द है अंडरस्टैंड 1956 में ब्लूम के समूह द्वारा इस्तेमाल किया गया मूल शब्द कंप्रीहेंशन था और उन्होंने कहा कि शब्द अंडरस्टैंड का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है क्योंकि अंडरस्टैंड मस्तिष्क में आंतरिक परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है और यह ऐसी चीज है जिसे देखा या मापा नहीं जा सकता है जैसा कि हमने कहा कि आप जिस भी लर्निंग आउटकम के बारे में बात करते हैं वह अवलोकन योग्य और औसत दर्जे का होना चाहिए लेकिन ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में संकाय ने इस शब्द अंडरस्टैंड से परहेज करने पर आपत्ति जताई है क्योंकि एक कक्षा में एक शिक्षक के लिए यह शब्द उठाना बहुत आम है कि वे छात्रों से पूछें कि क्या उन्होंने कुछ समझा है या नहीं सभी शिक्षकों को अंडरस्टैंड शब्द का उपयोग करना लगभग एक दूसरी प्रकृति है तो अंत में एंडरसन ब्लूम के समूह ने कंप्रीहेंशन के स्थान पर अंडरस्टैंड शब्द को स्वीकार कर लिया है अब इसे औपचारिक रूप से इस तरह परिभाषित किया गया है अंडरस्टैंडिंग संदेश से अर्थ का निर्माण कर रहा है और निर्देशात्मक संदेश मौखिक हो सकते हैं इस अर्थ में या तो एक शिक्षक कुछ वाक्यों में बोल रहा हो सकता है या किसी किताब में कुछ पढ़ रहा है या यह सचित्र ग्राफिक या प्रतीकात्मक हो सकता है कुछ समीकरण जो आप लिख सकते हैं इसका मतलब है आपके लिए कुछ संदेश प्रस्तुत किया गया है आप उससे अर्थ का निर्माण कर रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी गतिविधि है जिसे सभी छात्र सीखने की प्रक्रिया में करते हैं और व्याख्यान प्रदर्शन क्षेत्र यात्राएं या सिमुलेशन के दौरान निर्देशात्मक संदेश प्राप्त होते हैं इन दिनों किताबों में या कंप्यूटर पर तो अंडरस्टैंड का अर्थ है निर्देशात्मक संदेशों से अर्थ का निर्माण अब सात उप प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पहचाना जाता है क्योंकि अंडरस्टैंड ' बहुत से लोग इसे लेते हैं क्योंकि कुछ आंतरिक परिवर्तन देखने योग्य नहीं हैं तो अंडरस्टैंड एक शब्द है जो इन सात उप प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक छाता शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है ये अवलोकनीय और मापने योग्य हैं इसलिए जब भी आप अंडरस्टैंड उपयोग कर रहे हैं कि आप इन सात गतिविधियों में से एक कर रहे हैं इंटरप्रेट इंटरप्रेट का अर्थ अनुवाद प्रतिमान प्रतिनिधित्व और स्पष्ट करना होगा एक्सेमप्लीफाई या तो उस तरह की गतिविधि का उदाहरण दिया गया है और तत्काल वर्णन करें क्लासिफाई करें कि आप कुछ वस्तुओं को वर्गीकृत कर रहे हैं जो आपको दी गई हैं और जो वर्गीकृत और निर्वाह कर रही हैं आप किसी अन्य श्रेणी में कुछ और सदस्यता लेते हैं समराइज संक्षेपण सामान्यीकरण या अमूर्तता और अनुमान का एक प्रकार है आप किसी ऐसी चीज़ में एक पैटर्न पा रहे हैं जो आपके लिए प्रस्तुत है कंपेयर Compare कंट्रास्ट मैच और मैप आप दो वस्तुओं या दो कथनों A और B को दिए गए तुलना मिलान और मानचित्र की तुलना करें और कहें कि आप किसी चीज़ के संबंध में तुलना करते हैं और अंत में एक्सप्लेन हैं एक मॉडल का निर्माण किसी भी रूप में एक मॉडल का निर्माण एक चित्रमय मॉडल या एक गणितीय मॉडल या एक मौमौखिक मॉडल भी हो सकता है स्पष्टीकरण का मतलब है कि आप उस में एक मॉडल का निर्माण कर रहे हैं एक शिक्षक के रूप में आपको सभी सात उप प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने में बहुत अधिक समय बिताना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रमों के काफी महत्वपूर्ण प्रतिशत उनके आउटकम अंडरस्टैंड और रिमेंबर श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं सिर्फ इसलिए कि यह अंडरस्टैंड और रिमेंबर के लिए सीमित है कि उच्च कॉग्निटिव स्तरों को न देखने का मतलब यह नहीं है कि पाठ्यक्रम हीन है जैसा कि मैंने कहा कि लोगों को शब्द अंडरस्टैंड के बारे में आरक्षण है क्योंकि अंडरस्टैंड प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं है यही कारण है कि एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण एक कॉग्निटिव स्तर है सात उप प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उप प्रक्रियाओं में से प्रत्येक औसत दर्जे का इसलिए जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं तो यह समझ लें कि इसे हमेशा कक्षा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी में इन सात उप प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है कुछ नमूना गतिविधियाँ इसके वर्गीकरण के साथ फाइलम एनिलिडा की विशेषताओं की पहचान करें सामाजिक चिंता के साथ एक ग्राहक के ऑडियो टेप सत्र को सुनने के बाद उसकी या उसके कथन में भावना शब्दों को पहचानें फसलों के जेनेटिक संशोधन के सिद्धांतों को समझें DNA की संरचना के बारे में बताएं अनिश्चितता सिद्धांत को समझाइए एमिली डिकिंसन कविताओं की मृत्यु कल्पना और प्रकृति कल्पना के बीच अंतर करें अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक की बाजार नीतियों की तुलना करें ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जो विभिन्न विषयों से ली जाती हैं जो कि स्नातक सामान्य कार्यक्रमों आने की संभावना है बेशक कोई भी इस तरह की गतिविधियों की अंतहीन संख्या जोड़ सकता है अब नमूना प्रश्न जो आपको उपजी देंगे और आप उसमें भर सकते हैं अपने शब्दों में लिखिए एक संक्षिप्त रूपरेखा लिखें आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है तुम क्या सोचते हो कुछ में प्रस्तुत मुख्य विचार क्या था हमें कुछ पैराग्राफ या कुछ पेज या एक किताब या ऐसा कुछ कहना चाहिए अहम किरदार कौन था बीच अंतर करना क्या अंतर मौजूद हैं इसका एक उदाहरण प्रदान करें कि आपका क्या मतलब है ये कुछ नमूना प्रश्न हैं जो अब आपके विषयों के संबंध में बिंदुओं में लिख सकते हैं अब हम आपसे इन अभ्यासों को करने का अनुरोध करते हैं आपके द्वारा सिखाए गए या सीखे गए पाठ्यक्रमों से गतिविधियों के दो उदाहरण दे जो रिमेंबर और अंडरस्टैंड के कॉग्निटिव स्तरों से संबंधित हैं यदि आप चाहें तो एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी की तुलना दूसरे टैक्सोनॉमी से करें क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इसका पालन क्यों करना चाहिए हां अन्य टैक्सोनॉमी हैं और कोई भी इसकी तुलना कर सकता है और कह सकता है कि आप दूसरे को वरीयता में कुछ ऐसा क्यों पसंद करते हैं जिसे आप लिख सकते हैं और हमें आपकी प्रतिक्रियाएं साझा करने में खुशी होगी अगली इकाई में हम शेष चार कॉग्निटिव स्तरों को देखेंगे जो हैं अप्लाई एनालाइज ईवैल्यूवेट क्रिएट एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी बनाते हैं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद